अब हम कुछ बैटरियों की तुलना करते हैं यह तुलना प्रायः उपलब्ध कुछ मापदंडों जैसे Whkg अर्थात एनर्जी डेंसिटी Wkg अर्थात पावर डेंसिटी Whliter अर्थात वॉल्यूमैट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑपरेटिंग टेंपरेचर डिग्री सेंटीग्रेड में तथा Wh एफिशिएंसी के आधार पर करेंगे साहित्य में एंपियर ऑवर एफिशिएंसी का भी जिक्र होता है किंतु लगभग सभी निर्माता 99 से 200 तक एंपियर ऑवर एफिशिएंसी का दावा करते हैं किंतु जो एफिशिएंसी महत्वपूर्ण है वह वाट आवर अथवा एनर्जी एफिशिएंसी है जिसकी हमने चर्चा की है एक अन्य मापदंड जिसके आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे वह है बैटरी का जीवन जिसे बैटरी की चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है पहले हम कुछ प्रचलित बैटरियों के नाम लिख लेते हैं जैसे लेड एसिड बैटरी जोकि अत्यधिक प्रचलित है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी सोडियम सल्फर बैटरी तथा लिथियम पॉलीमर बैटरी कुछ अन्य बैटरियाँ भी प्रचलन में हैं लेकिन यहां जिन बैटरियों के नाम हमने लिखे हैं वे अधिक प्रचलन में हैं और आप उनसे परिचित भी होंगे अब हम कुछ संख्याओं की और देखेंगे लेड एसिड बैटरी के लिए Whkg अथवा स्पेसिफिक एनर्जी अथवा एनर्जी डेंसिटी अथवा ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी 35 है लेड एसिड बैटरी के लिए स्पेसिफिक पावर अथवा Wkg 100 है इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक किलोग्राम लेड एसिड बैटरी पैकेज के लिए आप लगभग 100 वाट प्राप्त करेंगे एक लेड एसिड बैटरी एंबिएंट टेंपरेचर पर कार्य कर सकती है तथा इसकी एफिशिएंसी लगभग 70 होती है और यदि इसकी उचित देखरेख की जाए तो इसे 1000 बार तक चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है एक निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी की वाट एनर्जी डेंसिटी अथवा ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी 55 होती है स्पेसिफिक पावर 100 Wkg Whliter 150 तथा यह एंबिएंट टेंपरेचर पर काम कर सकती है इसकी Wh एफिशिएंसी लगभग 70 तथा चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की संख्या 2000 से अधिक होती है प्रारंभिक इलेक्ट्रिक वाहनों में अधिक प्रयुक्त सोडियम सल्फर बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 100 Whkg होती है जोकि एक अच्छी एनर्जी डेंसिटी कही जा सकती है इसकी पावर डेंसिटी अथवा ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी 150 Wkg तथा वॉल्यूमैट्रिक एनर्जी डेंसिटी 300 Whliter है इसका ऑपरेटिंग टेंपरेचर बहुत ज्यादा है इसे ठीक से काम करने के लिए लगभग 350o C पर एक ओवन में रखना होता है इसकी एफिशिएंसी लगभग 75 एवं चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की संख्या लगभग 1000 होती है लिथियम पॉलीमर बैटरियाँ जोकि आजकल बहुत प्रचलित हैं लगभग सभी गैजेट्स में इनका उपयोग किया जाता है इन दिनों बहुत छोटे आकार में उपलब्ध हैं इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा लगभग 150 Whkg होती है जो कि शायद अब तक की सबसे अधिक है इनकी Wkg अथवा पावर डेंसिटी 200 से भी कुछ अधिक ही है Whliter लगभग 450 है ये एंबिएंट टेंपरेचर पर कार्य करती हैं इनकी Wh एफिशिएंसी लगभग 80 तथा जीवन कहीं अधिक लगभग 10000 चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों के बराबर होता है इस प्रकार यदि आप देखें तो आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरियाँ काफी प्रचलित हैं क्योंकि इनके प्रदर्शन को दर्शाने वाले मापदंडों से संबंधित आंकड़े उत्तम हैं इसीलिए प्रारंभिक कीमत अधिक होने पर भी पूंजीगत लागत अधिक होने पर भी इनके फायदे बहुत ज्यादा है जैसे छोटा आकार तथा अधिक जीवन अर्थात चार्ज डिस्चार्ज आवृत्तियों की बड़ी संख्या और इस प्रकार लंबे समय तक इनका काम करते रहना दूसरी ओर लेड एसिड बैटरियाँ जिनसे संबंधित आंकड़े इतने अच्छे नहीं है किंतु बाजार में ये ही सर्वाधिक संख्या में उपयोग तथा बिक्री के लिए उपलब्ध हैं इनका यूपीएस में इलेक्ट्रिक वाहनों में फोटोवोल्टेइक अनुप्रयोगों इत्यादि में उपयोग होता है हालांकि ये बहुत बड़ी होती हैं इनकी एनर्जी तथा पावर डेंसिटी कम होती है किंतु इनकी प्रारंभिक लागत भी कम होती है इतना ही नहीं इनकी संभाल तथा सुधार दोनों ही आसान हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं यही कारण है कि ये इतनी प्रसिद्ध हैं इसीलिए लेड एसिड बैटरियों के प्रदर्शन को दर्शाने वाले मापदंडों से संबंधित आंकड़े कमजोर होने पर भी इनका उपयोग होता रहेगा